सभी को नमस्कार मैं देबव्रता मैती हूं मैं इस पाठ्यक्रम CH105 के लिए प्रशिक्षक हूं कक्षा में आपका स्वागत है मेरा संपर्क पता रसायन विज्ञान विभाग IIT बॉम्बे है आप मुझ तक ईमेल द्वारा भी पहुँच सकते हैं जो कि dmaiti at iitb dot ac dot in है ठीक है एक बार फिर यह d maiti dmaiti at the rate iitb dot ac dot in है मेरा ऑफिस फोन नंबर 02225767155 है और मेरा सेल फोन नंबर 09820907155 है कृपया जब भी जरूरत हो मुझसे बेझिझक संपर्क करें तो यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से अकार्बनिक रसायन विज्ञान पर है मुझे लगता है कि आप सभी अकार्बनिक रसायन विज्ञान से परिचित है बुनियादी परिचय मैं आपको नहीं कर आऊंगी मैं मुख्य रूप से इस पाठ्यक्रम के संपर्क या सामग्री पर ध्यान केंद्रित करूंगा ठीक है हम कुछ सरल समझ के साथ शुरू करते हैं वह आशावादी है जो गिलास को आधा भरा हुआ देखता है निराशावादी गिलास को आधा खाली देखता है लेकिन जिस रसायनज्ञ से हमें लगता है कि आप इन सभी में से बेहतर जानते हैं रसायनज्ञ ग्लास को पूरी तरह से भरा हुआ देखता है बेशक द्रवअवस्था लिक्विड स्टेट में आधा वाष्प वेपर में आधा ठीक है इस नोट के साथ मैं संक्षेप में आवर्ती सारणी पीरियाडिक टेबल में जाऊँगा आवर्ती सारणी पीरियाडिक टेबल यह कुछ ऐसा है जो आप सभी को पता है यह उन सभी तत्वों एलिमेंट का जमावड़ा है जो हमने अब तक देखे हैं यह सतत विकसित प्रक्रिया इवॉल्विंग प्रोसेस है उदाहरण के लिए अभी भी 105 तत्वों के बाद जो हम लंबे समय से सोच रहे हैं कि अधिकतम संख्या है बहुत सारे अन्य तत्व हो सकते हैं जो हाल ही में विकसित हुए हैं या हाल ही में खोजे गए हैं इतना ही नहीं सूची वास्तव में यहाँ पर बंद नहीं होती जैसा कि मैंने कहा कि यह लगातार बढ़ती जा रहा है और इस तरह आवर्ती सारणी पीरियाडिक टेबल में उनका आवास भी होना चाहिए सही उनके परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर और उनके गुणों के आधार पर जैसा कि आप जानते हैं कि ये परमाणु एक विशेष फैशन में आयोजित होते हैं ठीक है मैं बाद में उस पर वापस आऊंगा पहले आइए अज्ञात एनटीटी अज्ञात परमाणुओं के नामकरण नोमेनक्लेचर को देखने का प्रयास करें सही तो बहुत सारे नए तत्वों की खोज की जा रही है अगर 114 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वाले तत्व की खोज की जाती है तो नोमेनक्लेचर क्या होगा पहले के तत्वों के लिए नोमेनक्लेचर पहले से ही किया गया है तो हमें उनके नोमेनक्लेचर जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये आप कार्बन नाइट्रोजन इत्यादि जानते हैं लेकिन अगर नया तत्व जिसमें परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर मानो 100 105 100 से अधिक की खोज हो तो IUPAC के संदर्भ में उन्हें नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या होगा यहां सरल नियम दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं 0 का उच्चारण किया जाना चाहिए या निल के रूप में कहा जाना चाहिए 1 अन होना चाहिए 2 बाई होना चाहिए और इसी तरह 8 तक 8 अक्ट 9 को ईएन होना चाहिए तो उदाहरण के लिए यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 114 है तो इसे अन अन क्वाडियम में नामित किया जाना चाहिए तो यह Uuq होगा तो यह m इसके अंत में होना चाहिए तो अन 1 है जैसा कि मैंने कहा 1 के लिए आपको अन का उपयोग करना चाहिए दूसरा एक और उन होगा अन अन क्वाड 4 के लिए हमारे पास क्वाड है और यह इयम के साथ समाप्त होता है तो तत्व संख्या एलिमेंट नंबर 114 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 114 के लिए नाम अनअनक्वाडियम होना चाहिए यदि यह 118 है तो मुझे यकीन है कि आप इसे अब तक नाम दे सकते हैं तो यह अनअनअक्टियम होगा सही 1 1 अनअन है 8 अक्टियम है अनअनअक्टियम सही खैर यह आपके लिए छोटा सा होमवर्क है पैसा जो हाल ही में खोजा गया है हालांकि पैसा लंबे समय पहले से खोजा जा चुका है मान लेते हैं कि हाल ही में पैसे की खोज की गई है जो अभी तक सुपर भारी तत्व नहीं है चलिए हम कहते हैं कि पैसा तत्व भारी तत्व हेवी एलिमेंट है आपको इसका पता होना चाहिए कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है बस IUPAC नोमेनक्लेचर आप कह सकते हैं कि यह अनअबटैनियम है सही इसके लिए प्रस्तावित नाम अनअबटैनियम होना चाहिए चलो आगे चलते हैं कारक जो एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी परमाणु कक्षीय ऊर्जा को प्रभावित करते हैं जो कि हमें कुछ समझने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम आवर्ती सारणी पीरियाडिक टेबल को समझने की कोशिश करें बेशक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार अगर आप देखते हैं 1s की ऊर्जा कम होनी चाहिए 2s से 3s से और फिर 4s से और इसी तरह 2p में 3p 4p 5p से कम ऊर्जा होनी चाहिए लेकिन अभी भी कुछ कारक हैं जिन्हें हमें वास्तव में काफी विस्तार से समझने की आवश्यकता है सही या काफी सरल तो एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी परमाणु कक्षीय ऊर्जा मुख्य रूप से कुछ कारकों से प्रभावित होती हैं एक न्यूक्लियर चार्ज है जो न्यूक्लियस पर आवेश चार्ज है जो बहुत सरल है आप यह निर्धारित कर सकते हैं जोकि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है मान लीजिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण शील्ड करते है यह वही है जिसे हमें समझने की जरूरत है कि यह एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी परमाणु कक्षीय ऊर्जा को कैसे प्रभावित कर सकता है तो आदर्श दुनिया में हम जो देखते हैं वह है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है यह बराबर है ठीक है किसी भी परमाणु में यदि आप देखते हैं प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन जैसे अलग अलग परमाणु के लिए बाहरी क्षेत्र आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन महसूस करेंगे या अलग महसूस करेंगे ऐसा क्यों है यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि इलेक्ट्रॉन कि आंतरिक इनर इलेक्ट्रॉन बाहरी आउटर इलेक्ट्रॉनों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं सही मैं आपको उदाहरण देने की कोशिश करता हूं तो अगर आपके पास परमाणु संख्या है जैसे कि 3 वह लिथियम है सही लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होते हैं अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मतलब है कि बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो अंदर है अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आंतरिक कक्षीय इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैं नाभिक आवेशन्यूक्लियर चार्ज को निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज को निष्प्रभावित करेगा आदर्श दुनिया में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रद्द करने की तरह होना चाहिए लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इस तथ्य के कारण हम अब चर्चा करने जा रहे हैं हम एक और लेते हैं जैसे कि परमाणु संख्या 5 तो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक बार फिर से निष्प्रभावित होने चाहिए बाहरी 1s2 2s2 और 2p1 जो कि p1 इलेक्ट्रॉन है कुल 4 आंतरिक इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन होंगे सही हाँ 1s2 और 2s2 ये 4 आंतरिक इलेक्ट्रॉनइनर इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूक्लियस में धन आवेश को निष्प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होंगे सही इस प्रकार परमाणु संख्या 5 वाले इस परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के लिए पांचवें इलेक्ट्रॉन में 5 धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावित न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 3 युक्त तत्व या परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 5 युक्त तत्व का सामना करने वाले नाभिकीय धन आवेश न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज अलग होने वाला है ठीक हम देखते हैं हम फिर से उसी पर लौट आएंगे तो उच्च नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज नाभिक इलेक्ट्रॉन अन्योन्यक्रिया न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बढ़ाता है और उप स्तरीय ऊर्जा सब लेवल एनर्जी को कम करता है जो काफी समझ में आता है यदि आपके पास नाभिक न्यूक्लियस पर उच्च न्यूक्लियर चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को उसके करीब आकर्षित करने की कोशिश करेगा तो इसके करीब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन अधिक होगा और इससे उनकी उप स्तरीय ऊर्जा सब लेवल एनर्जी कम हो जाएगी सही अब क्योंकि परमाणु कक्षीयओं एटॉमिक आर्बिटल्स तथाकथित s p d और इसके जैसे के अलग अलग अभिविन्यासओरियंटेशन हो सकते हैं जो न्यूक्लियर चार्ज को अलग अलग हद तक निष्प्रभावित न्यूट्रेलाइज कर सकता है हम यह देखने के लिए जा रहे हैं कि न्यूक्लियस किस हद तक बाहरी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है जो कि विविध होने जा रहा है उदाहरण के लिए यदि कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक अंतर्वेधी पेनिट्रेटिंग है इसका मतलब है न्यूक्लियस चार्ज को अधिक प्रभावी ढंग से निष्प्रभावित न्यूट्रेलाइज करने में सक्षम हैं फिर निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन बहुत अधिक होगी और इसलिए न्यूक्लियस और बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम होगा तो s इलेक्ट्रॉन अधिक अंतर्वेधी पेनिट्रेटिंग है इसका मतलब है कि s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में धन आवेश को अधिक प्रभावी ढंग से निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज कर सकता है और इस प्रकार अंतर्वेधन शक्ति पेनिट्रेशन पावर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज का अधिक निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन करती है और बदले में क्या होता है मेरा मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियस और बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत कम आकर्षण होगा तो इस धन आवेश के इस निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन को आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण शील्डिंग करने को परिरक्षण शील्डिंग कहा जाता है यह युद्ध के मैदान की तरह है यदि आप जानते हैं कि राजा सैनिकों की विभिन्न परतों द्वारा संरक्षित हैं अब जो सैनिक सबसे बाहरी क्षेत्र में हैं उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ेगा वे वही हैं जो सही लड़ रहे हैं वे बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं अब यदि यह आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन या सैनिक आंतरिक क्षेत्र में या सैनिक जो राजा के निकट हैं रक्षा कर सकते हैं निष्प्रभावित न्यूट्रलाइज या बहुत प्रभावी ढंग से नाभिक न्यूक्लियस की रक्षा कर सकते हैं इसलिए राजा को बाहरी क्षेत्र के प्रति ज्यादा आकर्षण नहीं होगा जो सैनिक है या इलेक्ट्रॉनों के लिए ठीक तो यह है कि यह परिरक्षण शील्डिंग है मूल रूप से आप जानते हैं आप किसी से बचाने की कोशिश करते हैं आप बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को नाभिक न्यूक्लियस से बचाने की कोशिश करते हैं ठीक जो कि परिरक्षण शील्डिंग है आपके पास नाभिक न्यूक्लियस है जो बाहरी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है अब इस आंतरिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को उनकी अंतर्वेधन शक्ति पेनिट्रेशन पावर के आधार पर उनके निष्प्रभावन शक्ति न्यूट्रलाइजेशन पावर के आधार पर इस आकर्षण को कम किया जा सकता है तो यह ऐसी चीज है जिसे आप जो मैं कहना चाहूंगा कि वह सच्चा प्यार है वह क्या है यह ऐसा कुछ है जैसे आप जानते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो इन बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन और नाभिक न्यूक्लियस के बीच कितना आकर्षण अभी भी बाकी है तो वहां पर जैसे कहें बहुत सारे कारक होने चाहिए उन कारकों में से एक आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन है आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावित न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं उस निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन के बाद बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन में अभी भी कितना आकर्षण बचा है सही तो यह वही है जिसे आप Z प्रभावी इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार कहते हैं ठीक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत ही मजेदार तरीके से कहना चाहूंगा यह सच्चा प्यार है तो अब तक हमने जिस पर चर्चा करने की कोशिश की वह वास्तव में मायने रखता है अगर आप बाहरी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करना चाहते हैं तो आंतरिक इलेक्ट्रॉन वास्तव में बहुत मायने रखता है बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन हालांकि वे सीधे आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं आप आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के साथ जानते हैं लेकिन आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन वे हैं जो बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की देखभाल करने जा रहे हैं यदि आंतरिक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक अंतर्वेधी पेनिट्रेटिंग हैं तो आपके नाभिक न्यूक्लियस और बाहरी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत कम है सही तो हम उसी पर वापस आएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार क्या है प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार आपका कुल परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है जो भी जैसे 5 परमाणु संख्या 5 जो कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम है बोरान है सही 5 घटाव माइनस परिरक्षण शील्डिंग कुल वह 4 इलेक्ट्रॉन मानो अगर हम पाँचवें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कितना परिरक्षण शील्डिंग है जो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z स्टार होगा पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक इसलिए आंतरिक इलेक्ट्रॉन वह है जो सबसे अधिक मायने रखता है अब Z स्टार की गणना कैसे करें हमारे पास स्पष्ट विचार होना चाहिए यह बुनियादी समझ से अधिक है कैसे Z स्टार विभिन्न ऑर्बिटल से प्रभावित हो रहा है हमें Z स्टार की गणना करने के लिए कुछ प्रकार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए बेशक यह ठीक से गणना करना संभव नहीं है लेकिन किसी प्रकार का सिद्धांत शायद आपको पता हो जोकि संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है या Z स्टार का अनुमान लगाने के लिए लाया जा सकता है तो Z स्टार निर्धारित करने के लिए कोई समान तरीके उपलब्ध नहीं हैं हम Z स्टार गणना कर सकते हैं हम कहते हैं कि आप उस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जिस पर मैं यहां चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं वास्तव में यदि आप विभिन्न पुस्तकों को देखते हैं तो वे Z स्टार की गणना करने के लिए अलग अलग तरीकों पर चर्चा कर रहे होंगे लेकिन आइए हम उस प्रक्रिया का पालन करें जो हम यहां पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है कि यह इस पाठ्यपुस्तक में भी है जो प्रक्रिया है जो आप करने जा रहे हैं आपको पता है कि आपके लिए बहुत मानक पाठ्यपुस्तक श्रीवर एटकिन्स है यह अकार्बनिक रसायन विज्ञान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पुस्तक है यदि इलेक्ट्रॉन का अर्थ है बाहर का इलेक्ट्रॉन या आप जो भी इलेक्ट्रॉनों में रुचि रखते हैं यदि वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन s या p कक्षीय ऑर्बिटल है तो आप Z स्टार की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं ठीक उच्च मुख्य शेल प्रिंसिपल शेल में सभी इलेक्ट्रॉन जैसे कि आपके पास 1s2 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफीग्रेशन है आप 2s इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार की गणना करना चाहते हैं आप निश्चित रूप से आप 2p इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार की गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप 2s इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार की गणना करना चाहते हैं सही 2s दूसरा इलेक्ट्रॉन सही तो चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए आप Z स्टार की गणना करना चाहेंगे सही तो इसलिए 2p इलेक्ट्रॉन ठीक है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे इस मामले में आप 1s इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार की गणना करना चाहते हैं 2s इलेक्ट्रॉन की नहीं ठीक 1s इलेक्ट्रॉन का अर्थ है तो आपके पास कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफीग्रेशन 1s2 2s2 2p1 है आप 1s इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार की गणना करना चाहते हैं इसका मतलब है बाहरी क्षेत्र इलेक्ट्रॉन जो 2s और 2p है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको बस एक ही कक्षीय ऑर्बिटल या कम परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वाले इलेक्ट्रॉनों के बारे में चिंता करनी होगी तो कम मुख्य संख्या n घटाव 1 मुख्य शेल प्रिंसिपल शेल अब उच्च मुख्य शेल प्रिंसिपल शेल में सभी इलेक्ट्रॉन 0 से सिग्मा में योगदान करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर है आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है एक ही मुख्य शेल प्रिंसिपल शेल में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 035 योगदान देना चाहिए मैं बहुत जल्द उदाहरण लेकर आऊंगा n माइनस 1 शेल में इलेक्ट्रॉनों को 085 अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉनों का योगदान इसका मतलब है n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 और इसी तरह 1 होना चाहिए सिग्मा में ठीक मुझे आपको एक उदाहरण दिखाना चाहिए फिर यह स्पष्ट हो जाएगा तो उदाहरण के लिए फ्लोरीन के लिए आप पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए Z स्टार की गणना करना चाहते हैं तो यह 1s2 2s2 2p5 है ये p5 पांचवें इलेक्ट्रॉन की आप Z स्टार की गणना करना चाहते हैं सही तो आपको जो फॉर्मूला फॉलो करना है वह सिर्फ Z स्टार बराबर Z माइनस परिरक्षण शील्डिंग सिग्मा है सही तो बाहरी इलेक्ट्रॉन 2p में से एक के लिए स्क्रीनिंग स्थिरांक स्क्रीनिंग कांस्टेंट बाहरी इलेक्ट्रॉन 2p में से एक के लिए स्क्रीनिंग स्थिरांक इसका मतलब है यह p पाँचवाँ इलेक्ट्रॉन है तो समान क्वान्टम संख्या क्वान्टम नंबर 2s और 2p है तो पाँचवाँ इलेक्ट्रॉन जिस पर आप विचार कर रहे हैं तो आपको पांचवां इलेक्ट्रॉन की गणना नहीं करनी चाहिए तो आपको 2p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहिए क्योंकि आप पांचवें इलेक्ट्रॉन के Z स्टार की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुख्य शेल 2 में कुल मिलाकर आपके पास 2s2 और 2p4 है कुल 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p4 इसका मतलब है प्रत्येक दो 2s इलेक्ट्रॉन और चार 2p इलेक्ट्रॉन 035 का योगदान करेंगे यह उसी के रूप में समान मुख्य शेल है हम जिसमें रुचि रखते हैं इसलिए 6 गुना 035 है 210 अब मुख्य शेल n घटाव 1 के नीचे 085 योगदान करेगा तो यह 085 गुना 2 होना चाहिए क्योंकि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सही तो 085 गुना 2 यह 17 होना चाहिए तो सिग्मा या परिरक्षण स्थिरांक स्क्रीनिंग कांस्टेंट इन सभी प्रभावों का संयोजन होना चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए पॉइंट 17 प्लस 2s और 2p इलेक्ट्रॉन के लिए 21 कुल मिलाकर सिग्मा 38 होने जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं और Z स्टार 9 के बराबर होना चाहिए जो कि फ्लोरीन 9 घटाव सिग्मा का परमाणु संख्या है जो कि है 38 जो 52 है सही अब एक बार फिर नियम बहुत सरल है बस आपको याद दिलाने के लिए कुछ भी बाहरी ज़ोन के बाहर हम जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसमें 0 योगदान होगा यदि उदाहरण के लिए यदि हम 1 s इलेक्ट्रॉन में रुचि रखते थे फिर 2s और 2p इलेक्ट्रॉन उन्हें कुछ भी योगदान नहीं देना चाहिए चूंकि हम पांचवें इलेक्ट्रॉन में रुचि रखते हैं तो इसके नीचे के सभी इलेक्ट्रॉनों पर विचार किया जाना चाहिए इसके ऊपर कुछ भी अगर इसके ऊपर कुछ भी है तो परिरक्षण स्थिरांक स्क्रीनिंग कांस्टेंट की गणना किसी भी हित में नहीं होना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे समान मुख्य शेल प्रिंसिपल शेल क्वांटम संख्या मुख्य शेल प्रिंसिपल शेल जो कि 2s और 2p है और इनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 035 योगदान देना चाहिए कुछ भी कम 1 जो कि n माइनस 1 है 085 योगदान करना चाहिए यदि इसके नीचे अधिक इलेक्ट्रॉन थे तो इस मामले में यह संभव नहीं है फिर वह 1 का योगदान देगा इसका मतलब है प्रभावी रूप से यह सभी धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज कर देगा ठीक अनिवार्य रूप से हम किस बारे में बात कर रहे हैं हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो हम जोड़ते हैं तकनीकी रूप से हम नाभिक न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन भी बढ़ा रहे हैं यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज कर रहे होंगे लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे को निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज नहीं करते ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज वाले इस इलेक्ट्रॉन का विस्तार करने के लिए उस धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज करना है जिसे हम गणना करने का प्रयास कर रहे हैं यदि यह इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा बाहर है या जिन इलेक्ट्रॉनों में हम रुचि रखते हैं वे उसी शेल में हैं जो इलेक्ट्रान हैं वहां फिर उन्हें नाभिक आवेश न्यूक्लियस चार्ज को पूरी तरह से निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज नहीं करना चाहिए जो बहुत अंदर गहराई में है या आप जानते हैं आंतरिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूक्लियस के धन आवेश को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज कर देगा यदि यह n माइनस 1 शेल इलेक्ट्रॉन है तो वे बाहरी क्षेत्र की तुलना में नाभिक न्यूक्लियस के धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा अधिक प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज कर देंगे यदि यह n माइनस 2 है तो वे n माइनस 3 हैं अनिवार्य रूप से उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन को निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज करना चाहिए 1 धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज करना चाहिए ठीक तो यह है कि वे 1 सिग्मा के लिए योगदान कर रहे हैं तो यह गणना या गणना का यह तरीका जो भी हमने यहां चर्चा की है वह अभी इलेक्ट्रॉनों के लिए मान्य है यदि हम p और s ऑर्बिटलस के लिए गणना कर रहे हैं सही अब यदि हम d ऑर्बिटलस या f ऑर्बिटलस के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z स्टार पर चर्चा करने में रुचि रखते हैं वे अलग क्यों हैं बेशक उनकी अंतर्वेधन पेनिट्रेशन आप जानते हैं उनकी आकृतियाँ अलग हैं और उनके नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज को निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज करने की उनकी क्षमता पूरी तरह से अलग है और वास्तव में बहुत कम है तो इसलिए गणना यहाँ पर थोड़ा भिन्न होती है उदाहरण के लिए पहली बात वही रहती है इलेक्ट्रान के बाहर कोई भी इलेक्ट्रान जो हम जिसमें रूचि रखते हैं उसे 0 में योगदान देना चाहिए उन्हें गणना में प्रभावित नहीं करना चाहिए s और p शेल के लिए पहले के समान ही मुख्य शेल में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 035 से सिग्मा में योगदान करना चाहिए सभी आंतरिक शेल n माइनस 1 n माइनस 2 और इसी तरह 10 योगदान करना चाहिए पहले जो आपने n माइनस 1 शेल देखा है वह 085 योगदान कर रहा है लेकिन इन मामलों में इसे 085 नहीं बल्कि 1 योगदान देना चाहिए तो सभी आंतरिक शेल इलेक्ट्रॉन n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 जो भी संभव हो 10 योगदान करना चाहिए तो यह वास्तव में गणना बहुत सरल है आप किसी भी मानक पाठ्यपुस्तक पर नज़र डाल सकते हैं जैसा कि आपने श्रीवर एटकिन्स का उल्लेख किया है शायद अच्छा विचार होगा इसलिए यहां कुछ प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हैं जिन्हें हम सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं ठीक उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजेन का प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 होना चाहिए ठीक यदि आप आवर्ती सारणी पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीज़ियम आप देखते हैं कि Z स्टार के लिए कोई बहुत कम या बहुत कम मूल्य है ठीक तो यहां अनिवार्य रूप से हर बार जब आप ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं तो आप एक नया शेल बढ़ा रहे हैं जैसा कि हम कह रहे हैं कि चूंकि शेल संख्या बढ़ रही है आंतरिक शेल प्रभावी रूप से धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज कर सकता है आंतरिक शेल इलेक्ट्रॉनों को प्रभावी रूप से धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज कर सकता है और इसके अलावा कुल मिलाकर आप जो Z स्टार देख रहे हैं वह लगभग विशेष रूप से स्थिर रहता है जैसे कि आप पोटेशियम देख सकते हैं रुबिडियम सीज़ियम वे स्थिर रहते हैं अब यदि आप आवर्ती सारणी पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं और बाएं से दाएं चलने की कोशिश करते हैं यदि आप बाएं से दाएं चल रहे हैं जैसे हम कहें श्रृंखला लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन के लिए यहाँ क्या हो रहा है आपका परमाणु संख्या बढ़ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 सही अब काफी दिलचस्प बात यह है कि आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी नाटकीय रूप से बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है बस इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मामले में इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है और प्रत्येक मामले में आपका परमाणु संख्या भी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज नहीं कर सकते हैं यह वही मुख्य शेल है ठीक है जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं चूंकि समान मुख्य शेल इलेक्ट्रॉन नाभिक आवेश न्यूक्लियर चार्ज को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज नहीं कर सकते हैं जो हम अनिवार्य रूप से देख रहे हैं वह 1 प्रोटॉन द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन को निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन केवल योगदान कर रहा है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज के निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन की ओर 035 और इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है ठीक तो यदि आप बाहरी शेल या बाहरी इलेक्ट्रॉन की ओर लिथियम के लिए नाभिक न्यूक्लियस के आकर्षण को देखते हैं तो हम कहें x जो भी है यदि आप पीरियड् में नीचे जाते हैं यदि आप बाएं से दाएं चलते हैं तो आप देखेंगे कि नाभिक न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉन को बहुत प्रभावी ढंग से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जो बदले में आपके आकार में प्रभाव पड़ेगा परमाणुओं का आकार तकनीकी रूप से बोले यदि आपका नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो प्रभावी ढंग से नाभिक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो आपका आकार बाएं से दाएं कम हो जाएगा सही तो हम फिर से उसी पर वापस आएंगे तो हमने आवर्ती सारणी पीरियाडिक टेबल में जो देखा है मुझे लगता है कि आप इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं तो यदि आप आवर्ती सारणी पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक आपके मुख्य शेल बढ़ जाते हैं तो 1s 2s 3s 3p 4s और फिर 5 s और इसी तरह से अपने प्रभावी तो मुख्य शेल बढ़ता है चूंकि आंतरिक इलेक्ट्रॉन इन मामलों में नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी न्यूट्रीलाइज कर सकता है तो 1s से 2s से 3s से 4s से 5s क्योंकि यह आंतरिक इलेक्ट्रॉन प्रभावी रूप से धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को निष्प्रभावित न्यूट्रीलाइज कर सकता है इस प्रकार इस परमाणु आकार में वृद्धि आप परमाणु आकार जानते हैं इस शेल या इस मुख्य शेल के परिणामस्वरूप आकार ऊपर से नीचे तक बढ़ जाएगा आकार में वृद्धि होनी चाहिए और आवर्ती सारणी पीरियाडिक टेबल में यदि आप बाएं से दाएं चलते हैं फिर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ रहे हैं बिल्कुल 1 से 1 एक ही शेल में जैसे इस मामले में 2p है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है फिर 2s2 फिर 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 सही तो यह उसी मुख्य शेल में है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को शामिल किया जा रहा है और इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों में निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धन आवेश पॉजिटिव चार्ज का निष्प्रभावन न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है और चूंकि Z स्टार इसीलिए बढ़ा जा रहा है वे बाहरी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन में खींचने की कोशिश करेंगे और आकार छोटा और छोटा हो जाएगा ठीक तो Z स्टार आकार को निचोड़ने की कोशिश करेगा आकार नाटकीय रूप से घट जाएगा ठीक